नमस्कार दोस्तों हम अपने पाठ्यक्रम के अंतिम चरण में हैं यानी हम मॉड्यूल संख्या 12 में हैं हम पिछले 11 हफ्तों में लागू थर्मोडायनामिक्स के विभिन्न विषयों के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं और तदनुसार हम आप कई प्रकारों के विषयों से गुजर चुके हैं जैसे हमने विभिन्न प्रकार के बिजली उत्पादन चक्रों के बारे में चर्चा की है जो काम करने वाले माध्यम के रूप में गैर संघननशील गैसों का उपयोग कर रहे हैं संघनक वाष्प का उपयोग एक कार्यशील माध्यम के रूप में कर रहे हैं और साथ ही हमने संयुक्त चक्रों की अवधारणा के बारे में भी चर्चा की है जहाँ आम तौर पर दो या तीन अलग अलग प्रकारों के शक्तिशाली उत्पादक चक्रो को श्रृंखला में संयोजित किया जाता है ताकि हम इस शक्तिशाली चक्र के संयोजन से उच्च दक्षता प्राप्त कर सकें हमने प्रशीतन चक्र के रूप में शक्ति को अवशोषित करने वाले चक्र के बारे में भी बात की है विभिन्न प्रकार के प्रशीतन चक्रों पर चर्चा की गई है और मैंने प्रशीतन चक्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के बारे में भी चर्चा की है जो एयर कंडीशनिंग के रूप में है और वहाँ एयर कंडीशनिंग के रूप में इसमें हवा के रूप में गैर संघनित गैस का मिश्रण और जल वाष्प के रूप में संघनन योग्य वाष्प शामिल होती है तो हमने गैस वाष्प मिश्रण के विभिन्न गुणों के बारे में विस्तार से बात की है बेशक हमने मुख्य रूप से नम हवा के दृष्टिकोण से बात की है हालांकि यह गैस और वाष्प के किसी भी प्रकार के मिश्रण पर समान रूप से लागू होता है बीच में आपने गैसों के मिश्रण वास्तविक या आदर्श गैसों के मिश्रण के बारे में भी बात की है और हमने देखा है कि ऐसे गैस मिश्रणों के गुणों को कैसे ग्रहण किया जाए अब एक महत्वपूर्ण बात जो हम हमेशा चर्चा के इन 11 हफ्तों में मानते हैं वह थी रासायनिक संतुलन की उपस्थिति हमने हमेशा यह माना है कि सिस्टम में कोई असंतुलित रासायनिक क्षमता मौजूद नहीं है और इसलिए रासायनिक प्रतिक्रिया का कोई रूप नहीं है जो सिस्टम के अंदर मौजूद हो सकता है तदनुसार जैसा कि आप शायद अपने बुनियादी ऊष्मप्रवैगिकी से जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में विभिन्न प्रकार के स्रोत या विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां हो सकती हैं आंतरिक ऊर्जा सेंसिबल ऊर्जा के रूप में प्रकट हो सकती है जो स्थूल रूप से पदार्थ के तापमान में परिवर्तन की ओर ले जाती है या आंतरिक रूप से आपके पास अव्यक्त रूप या अव्यक्त ऊर्जा हो सकती है जो स्थूल बिंदु से चरण में परिवर्तन की ओर ले जाती है हमने बिजली उत्पादन चक्रों में इन दोनों प्रकार के आंतरिक ऊर्जा अभिव्यक्तियों के अनुप्रयोग को देखा है जैसे गैस पावर चक्र या वायु मानक चक्र के मामले में आपने देखा है कि काम करने का माध्यम गैर संघनित गैसें थीं ताकि गर्मी प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के ताप वृद्धि के दौरान तापमान में परिवर्तन हो लेकिन चरण का कोई परिवर्तन न हो और इसलिए जो भी आंतरिक ऊर्जा बदल रही है वह केवल सेंसिबल मोड में थी जबकि जहाँ हम वाष्प शक्ति चक्र या उसके विपरीत जो कि प्रशीतन चक्र है उसके बारे में बात कर रहे थे तो वहां वाष्प प्रशीतन चक्रों का फेज परिवर्तित हो गया था तो कुछ हिस्सों में सेंसिबल हीटिंग होती है जैसे कि आप उस प्रक्रिया के बारे में सोच सकते हैं जो प्रसार प्रक्रिया होती है जो एक टरबाइन में होती है जब तक यह संबंधित पदार्थ के सुपरहिटेड ज़ोन तक सीमित है तब तक जिस सुपरहिटेड अवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें भी ऊर्जा परिवर्तन होता है लेकिन वाष्पीकरण या संक्षेपण प्रक्रिया के दौरान निश्चित रूप से चरण परिवर्तन की प्रक्रिया होती है और इसलिए आंतरिक ऊर्जा के अव्यक्त भाग की अभिव्यक्तियाँ होती हैं आंतरिक ऊर्जा भी कुछ परमाणु विखंडन प्रतिक्रियाओं में परमाणु ऊर्जा के रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर सकती है हालांकि आंतरिक ऊर्जा का एक और महत्वपूर्ण प्रदर्शन है जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है और यह केवल तभी मौजूद होता है जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है रासायनिक संयोजन या शामिल स्थानों के रासायनिक सूत्र में परिवर्तन होता है और यह कुछ ऐसा है जिसे हमने इस पूरे पाठ्यक्रम में उपेक्षित किया है लेकिन इस विशेष सप्ताह में हम आपको रासायनिक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक ऊष्मप्रवैगिकी के थर्मोडायनामिक्स पर थोड़ा सा बताने जा रहे हैं अब इससे पहले कि मैं इसके विवरण में जाऊं मुझे इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि इसका अध्ययन करने का महत्व क्या है जैसे कहते हैं हमने हमेशा हीट इंजन के बारे में बात की है क्योंकि कुछ प्रकार के उपकरण हैं जो उच्च तापमान स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कुछ कम तापमान सिंक के लिए ऊष्मा को अस्वीकार करते हैं अब यह कुछ उच्च तापमान स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है जिसका अर्थ है कि स्रोत में ऊर्जा के कुछ प्रकार के स्रोत होने चाहिए जो इसे हीट इंजन को आपूर्ति कर सकते हैं अब वह ऊर्जा कहाँ से आ सकती है पर्यावरण में या ब्रह्मांड में ऊष्मा के बहुत कम प्राकृतिक स्रोत हैं जैसे सूरज ऊष्मा का एक स्रोत हो सकता है लेकिन फिर से संबंधित तापमान जैसे कि सौर तापमान जब यह पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है तो काफी कम हो सकता है फिर सबसे व्यावहारिक स्रोत क्या हो सकता है बेशक आप जानते हैं कि ऊर्जा उत्पादन का सबसे आम तरीका हमने पहले भी चर्चा की है जो दहन की प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार के ईंधन को जलाना होता है ताकि ईंधन और ऑक्सीडाइज़र एक साथ मिलकर किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकें और इस एक्सोथर्मिक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा निकल सके जो बाद के यांत्रिक कार्यों के उत्पादन के लिए ऊष्मा इंजन को आपूर्ति की जाएगी और इसलिए रासायनिक प्रतिक्रिया थर्मल ऊर्जा उत्पादन का सार है जिसे बाद में किसी भी प्रकार के हीट इंजन में उपयोग किया जा सकता है और इसलिए जहां भी आप किसी भी तरह के हीट इंजन एप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं जैसे वायु मानक चक्रों के बारे में सोचते हैं हमने वायु मानक चक्रों के बारे में बात की है जो सामान्य चक्र हैं जिन्हें आप विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल वाहनों में पा सकते हैं लेकिन हम बाहर से ऑटोमोबाइल कैसे चलाते हैं बस उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से बाहर से इंजन के बारे में चिंता न करें और हम ईंधन टैंक में किसी प्रकार का ईंधन डालते हैं और हम जानते हैं कि सिलेंडर के अंदर ईंधन निश्चित रूप से जल रहा होता है और तदनुसार यह हमें ऊर्जा दे रहा है जैसे आंतरिक दहन इंजन में हमने देखा है कि दहन प्रक्रिया केवल सिलेंडर के अंदर जाती है और इसलिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक रासायनिक प्रतिक्रिया मौजूद होती है थर्मोडायनामिक विश्लेषण करते हुए बेशक हमने रासायनिक प्रतिक्रिया की उपेक्षा की है जिसे हमने ऊष्मागतिकीय चक्र में ऊष्मा जोड़ दिया है या तो निरंतर मात्रा या स्थिर दबाव मोड में हो सकता है या शायद दोहरे दबाव चक्र या दोहरे दहन चक्र में उनका कोई संयोजन है हालांकि व्यावहारिक इंजन में यह एक दहन प्रतिक्रिया है जो सिलेंडर के अंदर जाती है इसलिए रासायनिक प्रतिक्रिया निश्चित रूप से मौजूद है अगर हम गैस टरबाइन या स्टीम टरबाइन जैसे बाहरी दहन इंजनों के बारे में बात करते हैं तो हम फिर से गैस टरबाइन की तरह किसी तरह के ईंधन को जला रहे हैं हम आम तौर पर आंतरिक दहन इंजनों के समान कुछ प्रकार के हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते हैं और इससे ऊर्जा पैदा होती है और जब यह कम्बस्टर के माध्यम से गुजरता है तो गैस को ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है इसी प्रकार भाप टरबाइन के मामले में हम कुछ सामान्य जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला या निचले स्तर पर लकड़ी के टुकड़े आदि को जलाते हैं कुछ सीमित मामलों में शायद तेल को भी जलाते है इसलिए ताकि हम ऊष्मा उत्पन्न कर सकें और वह उष्माको पानी की दीवारों को भाप उठाने के लिए दी जाती है इसलिए किसी भी तरह के ताप इंजन अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत अधिक तापीय ऊर्जा उत्पादन का सार होता है और इसलिए रासायनिक प्रतिक्रिया के थर्मोडायनामिक्स के बारे में किसी प्रकार का विचार होना महत्वपूर्ण है बेशक हमारे पास इस रासायनिक प्रतिक्रिया के विवरण में जाने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि यह उन्नत ऊष्मप्रवैगिकी का एक अन्य विषय है जिसे आमतौर पर मास्टर डिग्री स्तर पर पढ़ाया जाता है लेकिन फिर भी मैं सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा और कई शब्दावली या परिभाषाओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो रासायनिक थर्मोडायनामिक्स से जुड़े हैं इसलिए अब से हम थर्मोडायनामिक प्रणालियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां हमारे पास कई जगह मौजूद हैं और ये जगह किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकते हैं इसलिए सिस्टम के अंदर वहां कोई रासायनिक संतुलन मौजूद नहीं होता है बल्कि आंतरिक ऊर्जा का रासायनिक हिस्सा तापमान में बदलाव या शायद कुछ और के रूप में प्रकट हो रहा होता है अब पहला शब्द जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के साथ आता है वह ईंधन है ईंधन वह पदार्थ है जो किसी प्रकार के ऑक्सीडाइज़र के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है और तदनुसार यह तापीय ऊर्जा का उत्पादन करता है इसलिए अगर हम किसी भी प्रकार के रासायनिक रिएक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आम तौर पर कुछ ईंधन की आपूर्ति करते हैं और हम कुछ ऑक्सीडाइज़र की आपूर्ति करते हैं मैं इसे ऑक्सीजन नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं ऑक्सीडाइज़र लिख रहा हूं और मैं इस पर बहुत जल्द वापस आऊंगा और दहन की प्रतिक्रिया के कारण कुछ उत्पाद इससे बहार निकलते हैं इसलिए इन दोनों को आम तौर पर अभिकारक कहा जाता है क्योंकि वे रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं इसलिए इस पक्ष में आपके पास ईंधन और ऑक्सीडाइज़र के रूप में अभिकारक हैं और शायद कुछ और जैसा कि हम शीघ्र ही देख रहे हैं और इस तरफ हमारे पास दहन के उत्पाद हैं अब आम ईंधन क्या हो सकता है बेशक आम ईंधन कोयला या शायद कच्चे तेल या पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन हो सकते हैं आसवन की प्रक्रिया के लिए कच्चे तेल में विभिन्न प्रकार के बदलाव हो सकते हैं जैसे कि जब आप कच्चे तेल को लेते हैं और इसे किसी प्रकार की रिफाइनरियों में आपूर्ति करते हैं तो विभिन्न चरणों में आसवन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न तत्व सामने आते हैं जैसे जो सबसे अधिक वाष्पशील होता है वह पहले निकलता है जिसे हम आमतौर पर गैसोलीन कहते हैं जैसा कि हमने अपने मानक चक्रों के साथ संयोजन में चर्चा की है गैसोलीन के उदाहरण पेट्रोल या प्राकृतिक गैस हो सकते हैं फिर जैसे हम इस शोधन या आसवन प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं तब हम कई अन्य पदार्थ प्राप्त करते रहते हैं जैसे कि आपको केरोसिन जैसा कुछ मिल सकता है बाद में यह थोड़ा भारी हो जाता है फिर हमें डीजल मिलता है फिर अंत में हमें ईंधन तेल आदि मिलता है यह विभिन्न तापमान स्तरों पर आता रहता है और तदनुसार हम कच्चे तेल के विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं उनमें से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के अनुप्रयोग हैं जैसे कि गैसोलीन आप जान सकते हैं कि पेट्रोल या जरूरी गैसों का उपयोग वे हल्के वाहनों में किया जाता है जैसे दो पहिया या कुछ चार पहिया वाहनों में एलपीजी या सीएनजी जैसी गैसों का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है विशेषकर एलपीजी और सीएनजी का फिर से ऑटोमोबाइल में अनुप्रयोग होता है डीजल को भारी वाहनों या हवाई जहाजों या जहाजों को चलाने के लिए लगाया जाता है मिट्टी के तेल के रूप में केरोसिन आम तौर पर उपयोग किया जाता है कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वे अभी भी ईंधन तेल के दीपक का उपयोग करते रहते हैं और ईंधन तेल के रूप में कुछ विशेष मशीनरी में उसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है अब उनमें से विशेष रूप से गैसोलीन और डीजल वे फिर से एकल पदार्थ नहीं हैं बल्कि वे विभिन्न गैसीय मिश्रण हैं या नहीं मुझे इसे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के गैसीय मिश्रण नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी उन्हें एक मिश्रण के रूप में विभिन्न प्रकार के तरल और गैसों के रूप में देखने के बजाय हम आम तौर पर उन्हें एक ही पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं जैसे कि गैसोलीन द्वारा ओक्टेन का प्रतिनिधित्व किया जाना उसे मान लेना काफी आम है ऑक्टेन का मतलब है C8H18 देखें कि हम कच्चे तेल या शायद कोयले आदि के तहत ईंधन के रूप में जो भी बात कर रहे हैं वहा हम वास्तव में हमेशा हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है जिसमें आणविक संरचना में कार्बन और हाइड्रोजन होता है तो कुछ ऐसा जैसे की CmHn तरह का संयोजन अब सबसे सामान्य प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो हम गैसोलीन आदि में पा सकते हैं वे हैं अलकेन जहाँ उनका सूत्र CmH2m2 जैसा कुछ है जैसे इस मामले में m 8 के बराबर है इसलिए हाइड्रोजन के लिए प्रत्यय 2 × 8 2 है जो कि 16 2 है जो 18 के बराबर होता है जो ऑक्टेन को संदर्भित करता है इसलिए गैसोलीन के लिए विश्लेषण करते समय हम आमतौर पर इसे ओकटेन के रूप में एक ही पदार्थ मानते हैं क्योंकि गैसोलीन के गुण ऑक्टेन के गुण के समान होते है जबकि डीजल के मामले में हम आमतौर पर इसे C12H जैसा मानते हैं यहाँ एक सबस्क्रिप्ट क्या होगा 12 × 2 2 जो कि 26 है हम आमतौर पर इसे डोडेकेन मानते हैं गैसोलीन को आमतौर पर ऑक्टेन के गुणों द्वारा दर्शाया जाता है जबकि डीजल को आमतौर पर डोडेकेन के गुणों द्वारा दर्शाया जाता है और तदनुसार हम यह मानते हुए विश्लेषण करते हैं कि वे एक ही पदार्थ थे लेकिन वास्तव में बोला जाये तो वे वास्तव में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता हैं इसी तरह प्राकृतिक गैस फिर से विभिन्न प्रकार के गैसीय पदार्थों का मिश्रण हो सकती है लेकिन उनमें से सबसे आम CH4 है जो मीथेन है और आमतौर पर हम प्राकृतिक गैस को मीथेन मानते हैं क्योंकि अन्य प्रकार की गैसें बहुत कम मात्रा में मौजूद होती हैं प्राकृतिक गैस दो रूपों में मौजूद हो सकती है एक सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जहां आप इस प्राकृतिक गैस को बहुत उच्च दबाव के स्तर तक संपीड़ित करते हैं उच्च दबाव का मतलब है कि हम 150 से 250 वायुमंडलीय दबाव के स्तर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं और इसका अनुप्रयोग ऑटोमोबाइल उद्योगों में होता है आप जानते हैं कि भारत के कई राज्यों में पहले से ही छोटे वाहन चलाना अनिवार्य है तीन पहिया या छोटे चार पहिया वाहन सीएनजी का ही उपयोग कर रहे होते हैं और निकट भविष्य में इसके और अधिक महत्व हासिल करने की उम्मीद है जबकि प्राकृतिक गैस अनुप्रयोग का दूसरा रूप एलपीजी मतलब की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के रूप में है और सीएनजी प्राकृतिक गैस है यहाँ आप द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ गैस −162 0C की सीमा में बहुत कम तापमान को बनाए रखते हुए तरलीकृत होती है ताकि गैस तरल रूप में बनी रहे और हम उस सिलिंडर में संगृहीत कर सकें लेकिन क्यों हम या तो तरलीकरण या उच्च दबाव के लिए जा रहे होते हैं बस वॉल्यूम कम करने के लिए आप जानते हैं कि गैस का आयतन कम दबाव या कम तापमान पर कम ही होती है और तदनुसार हमारे पास गैस के द्रव्यमान के आयतन को कम करने के ये दो मार्ग हैं तो इस तरह से हमारे पास सीएनजी या एलपीजी के रूप में यह प्राकृतिक गैस अनुप्रयोग हो सकता है कई अन्य ईंधन भी हैं कुछ नए नवीकरणीय ईंधन जो इथेनॉल की तरह आ रहे हैं एक उदाहरण पर हो सकता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मौजूद है और वर्तमान में डीजल या इसके कुछ अन्य ईंधन के साथ इथेनॉल के सम्मिश्रण को काफी लोकप्रिय पाया गया है और शायद आपको ऑटोमोबाइल उद्योगों में बहुत जल्द कुछ प्रकार के मिश्रित या मिश्रित पूर्ण अनुप्रयोग मिलेंगे लेकिन हमारे यहां चर्चा का विषय ईंधन पर नहीं है और इसलिए मैं इस ईंधन के हिस्से में आगे नहीं जा रहा हूं बल्कि मुझे दहन के लिए आगे जाने दें दहन क्या होता है दहन से आपका क्या मतलब है बस मैंने पिछली स्लाइड में जो दिखाया है मैं उसे फिर से चित्रित कर रहा हूं इसलिए हमारे पास इस प्रतिक्रिया कक्ष को कॉल करने के बजाय हम इसे एक दहन कक्ष या एक दहनकर्ता कहते हैं जहां हम एक ईंधन और किसी प्रकार के ऑक्सीडाइज़र की आपूर्ति कर रहे हैं और हम दहन उत्पादों को प्राप्त कर रहे हैं दहन को ईंधन और ऑक्सीडाइज़र के बीच एक एक्सोथर्मिक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आमतौर पर प्रकृति में बहुत तेजी से होता है और उग्र थर्मल ऊर्जा के उत्सर्जन और कभी कभी प्रकाश की विशेषता से वर्णित किया जाता है तो आप दहन को बहुत तेज एक्सोथर्मिक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसको आमतौर पर उग्र ऊष्मा और प्रकाश के उत्सर्जन के गुणों द्वारा वर्णित किया जाता है अब प्रकाश उत्सर्जन अनिवार्य नहीं है लेकिन यह मौजूद हो सकता है जैसे अगर हम कोयले की हवा या लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं जो एक सामान्य हाइड्रोकार्बन होता है और यदि आप इसे हवा में जलाते हैं तो हवा ऑक्सिडाइज़र के रूप में काम कर रही होती है और आप पाएंगे की यह आग लग गई है जो इस प्रकाश और गर्मी की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए दहन आमतौर पर उच्च तापमान क्षेत्र के साथ जुड़ा होता है आम तौर पर बहुत पतले या उच्च तापमान क्षेत्र में हमारे पास यह रासायनिक प्रतिक्रिया चल रही होती है जो प्रकृति में स्व प्रचारित हो सकती है और अक्सर बहुत तेज या तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया होती है लेकिन यह एक्ज़ोथिर्मिक हिस्सा महत्वपूर्ण होता है कि इसे प्रकृति में एक्ज़ोथिर्मिक होना चाहिए अन्यथा हम इस बारे में परेशान नहीं होते हैं क्योंकि अगर प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक है तो यह ऊर्जा को अवशोषित करने वाला है और हम कुछ हासिल नहीं कर रहे होते हैं इसके बजाय इसे एक्ज़ोथिर्मिक होना चाहिए तभी हम इससे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जो ऊष्मा इंजन को आपूर्ति की जा सकती है अब ऑक्सीडाइज़र भाग में सबसे आम ऑक्सीडाइज़र जिसे आप सोच सकते हैं वह हवा है अब हम जानते हैं कि यहाँ मुख्य रूप से ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का संयोजन होता है और यह गैसीय का मिश्रण है जिसमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे आम हैं और इसलिए दहन विश्लेषण के लिए आम तौर पर हम मानते हैं कि इसमें शामिल होता है अगर इसमें 1 kmol ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के प्रत्येक kmol के लिए हमारे पास 367 kmol नाइट्रोजन होता है जिससे आपको 4676 kmol हवा मिल रही होती है इसलिए हवा के हर kmol में या उसके बजाय हम कह सकते है की ऑक्सीजन के हर kmol के लिए हमारे पास रासायनिक प्रतिक्रिया में मौजूद 376 kmol नाइट्रोजन होता है यह नाइट्रोजन लगभग निष्क्रिय है यह शायद ही किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है और इसलिए यह सिर्फ बाहर आता है क्योंकि यह प्रतिक्रिया प्रक्रिया के दौरान होती है और इसलिए यह अभिकारक और उत्पाद पक्ष दोनों पर मौजूद होता है जैसे अगर आप एक आम रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं C O2 🡪 CO2 अब सही मायने में अगर हम इस प्रतिक्रिया को ठीक से लिखना चाहते हैं तो हमें यह लिखना चाहिए C O2 376 N2 🡪 CO2 376 N2 इस कोष्ठक में हवा है और उस का उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक मोल CO2 और फिर 376 मोल नाइट्रोजन के साथ जा रहा है जो अप्रभावित है जिस रासायनिक प्रतिक्रिया भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं कि हम केवल ऑक्सिडाइज़र के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको उन विवरणों से गुजरना होगा जहां सरलीकरण प्रक्रिया या गैसों को अलग करने के लिए विस्तृत प्रकार की आसवन प्रक्रिया होती है जो अत्यंत मुश्किल और महंगा है और इसलिए हम हवा का उपयोग करते रहते हैं जो ऑक्सीडाइज़र का लगभग एक मुक्त स्रोत है और दहन प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन बाहर आता है यह सिर्फ उन गैसों की कुल मात्रा को बढ़ाता है जिनसे हम निपट रहे हैं और तदनुसार दहनकार का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए लेकिन हम मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास शायद ही कोई विकल्प हो इस हवा से नाइट्रोजन को अलग करने का यथार्थवादी विकल्प और इसलिए जब भी आप किसी भी प्रकार की दहन प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इस नाइट्रोजन भाग को ऑक्सीडाइज़र के एक हिस्से के रूप में विचार करना होगा हम जिस हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं उसमें से अधिकांश अगर हम CmHn के रूप में हाइड्रोकार्बन लिखते हैं तो एक बार हवा के साथ दहन प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहो की ऑक्सीजन की एक मात्रा की कुछ मात्रा की आपूर्ति की गई है तो तदनुसार हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्राप्त करने जा रहे हैं CmHn a O2 376 N2 🡪 x CO2 y H2O z N2 b CO C O2 तो आप x CO2 y H2O नाइट्रोजन की मात्रा प्राप्त कर रहे हैं और ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है कि आप आपूर्ति कर रहे हैं यदि आपकी आपूर्ति की गई ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है तो आपके पास कुछ अन्य चीजें भी हो सकती हैं आपके पास वहां मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड की कुछ निश्चित मात्रा हो सकती है आपके पास निश्चित मात्रा में कार्बन हो सकता है जिसे हम कालिख कहते हैं बिना कार्बन जो वहां मौजूद है यदि ऑक्सीजन अधिक है तो आपके पास कुछ मात्रा में बिना जली ऑक्सीजन या अप्रयुक्त ऑक्सीजन हो सकता है जो इससे बाहर आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रतिक्रिया हमेशा इस रूप में ही रहने वाली है आपकी प्रतिक्रिया उत्पाद पक्ष पर कई प्रकार के घटक वाली हो सकती है अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दहन प्रक्रिया के दौरान द्रव्यमान को संरक्षित करना पड़ता है बेशक यहां हम सापेक्षता के सिद्धांत की उपेक्षा कर रहे हैं जो ऊर्जा के लिए द्रव्यमान का रूपांतरण है क्योंकि यह केवल परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान या उसके दौरान ही लागू होता है यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो उत्पाद पक्ष पर सटीक द्रव्यमान और प्रतिक्रियाशील पक्ष पर सटीक द्रव्यमान जो वे मेल नहीं खाने वाले हैं वास्तव में बोल रहे हैं वहा अंतर की बहुत कम राशि होगी क्योंकि आम तौर पर द्रव्यमान के अंतर की उस छोटी मात्रा में एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया होती है जिसके बारे में हम वहां पर प्रतिक्रियावादी पक्ष में बात कर रहे हैं जो भी आप उत्पाद पक्ष पर कर रहे हैं वह द्रव्यमान थोड़ा कम होगा और द्रव्यमान का जो भी अंतर आपको मिल रहा है जिसे हम आमतौर पर द्रव्यमान दोष कहते हैं जो वास्तव में सापेक्षता के सिद्धांत के बाद ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है हालांकि आम तौर पर वह द्रव्यमान दोष इतना कम होता है कि हमें आम रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है हालांकि जब आप एक परमाणु प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो द्रव्यमान दोष मूल अभिकारकों के द्रव्यमान की तुलना में काफी महत्वपूर्ण होता है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के मामले में नहीं होता है और इसलिए रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान आप इस बड़े पैमाने पर दोष की उपेक्षा करने जा रहे हैं हम यह मानने वाले हैं कि प्रतिक्रियाशील पक्ष और उत्पाद पक्ष का द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर होना चाहिए तो दो चीजें हैं जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए एक द्रव्यमान है जैसा कि हम बात कर रहे हैं और दूसरा भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या है जो भी तत्व आप अपने परमाणुओं की संख्या की आपूर्ति कर रहे हैं उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए जो परमाणु प्रतिक्रिया के मामले में भी सच नहीं है क्योंकि प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु परिवर्तन होते हैं वहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनों जैसे उप परमाणु कणों को संरक्षित किया जाता है लेकिन परमाणुओं की संख्या को नहीं हालांकि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान कई परमाणु संरक्षित होते हैं लेकिन अणुओं की संख्या नहीं होती है अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो सकता है लेकिन परमाणुओं की संख्या और तदनुसार कुल द्रव्यमान को संरक्षित करना होगा चलो हम एक उदाहरण लेते हैं और जिसके बारे में हम पिछली स्लाइड में बता रहे हैं इसलिए हमारे पास है C O2 376 N2 🡪 CO2 376 N2 तो आप देख सकते हैं कि तीन भाग लेने वाले तत्व हैं कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और परमाणुओं की संख्या को संरक्षित किया गया है और इस सिद्धांत को लागू करते हुए हम किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया को आसानी से संतुलित कर सकते हैं पिछली स्लाइड में मैंने जो लिखा था जैसे कि हमारे पास CmHn स्वरुप का हाइड्रोकार्बन है और जो ऑक्सीजन के मोल्स के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है CmHn a O2 376 N2 🡪 x CO2 y H2O z N2 b CO C O2 इसलिए ऑक्सीजन के एक मोल के साथ नाइट्रोजन के एक मोल का 376 गुना आ जाएगा जैसा कि यह है और उत्पाद पक्ष पर हम फिर x CO2 y H2O प्लस z N2 कर रहे हैं और चलिए हम उसकी उपेक्षा करे है और किसी भी अन्य उत्पादों CO आदि मौजूद नहीं हैं फिर हम इस a x y और z के मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं वहाँ कितने घटक हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं इसलिए वहां चार तत्व मौजूद हैं इसलिए हमें प्रत्येक घटक के लिए परमाणुओं की संख्या के लिए संतुलन समीकरण लिखना होगा तो अगर हम कार्बन के लिए लिखते हैं तो प्रतिक्रियात्मक पक्ष में आपके पास कितने कार्बन हैं आपके पास मौजूद कार्बन की m संख्या और उस उत्पाद पक्ष पर मौजूद कार्बन की संख्या के बराबर होना चाहिए जो x है और इसलिए हम जानते हैं कि C m x 🡺 x m हाइड्रोजन के लिए अभिकारक पक्ष पर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या n थी और उत्पाद पक्ष में हमारे पास कितने हैं हमारे पास 2H संख्या में हाइड्रोजन परमाणु हैं इसलिए वहां से हम ऐसा कर रहे हैं H n 2y 🡺 y n2 जबकि यहाँ हमें वह xm मिला है याद रखें m और n ज्ञात मात्राएँ हैं लेकिन यह अज्ञात रूप से x y और z उत्पाद पक्ष पर है वे भी अज्ञात हैं हम यह पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए कितनी मात्रा में हवा की आवश्यकता होगी लेकिन CmHn हाइड्रोकार्बन सामग्री ज्ञात है यदि हम अब ऑक्सीजन पर विचार करते हैं तो प्रतिक्रियाशील पक्ष पर ऑक्सीजन के लिए हमारे पास दो बार और उत्पाद पक्ष पर हमारे पास क्या है हमारे पास उत्पाद की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस y से उत्पाद पक्ष पर दोगुना x है O 2a 2x 2y 🡺 a x y2 m n4 और जैसा कि हम पहले से ही x और y के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त कर चुके हैं इसलिए x को m से बदला जा सकता है y को n द्वारा n को 4 से विभाजित करने के लिए बदला जा सकता है एक बार जब आप m और n को जान लेते हैं तो हम a का मूल्य भी जान लेते हैं और अंत में नाइट्रोजन के लिए प्रतिक्रियाशील पक्ष और उत्पाद पक्ष पर हमारे पास होता है N 376 ×2 a 2 z 🡺 z 376 a वास्तव में नाइट्रोजन और मोल्स की संख्या के मामले में भी मिल रही है या अणुओं की संख्या या मोल्स की संख्या भी संरक्षित हो रही है लेकिन यह दूसरों के लिए नहीं है और इस तरह हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं हम आवश्यक ऑक्सीडाइज़र के मोल्स की संख्या और इसी तरह उत्पादों के घटकों की पहचान कर सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से आपको इस CmHn के बारे में जानकारी जानना आवश्यक है और m और n के मूल्यों को जानना होगा और एक बार जब हम जानते हैं कि हम इसकी गणना कर सकते हैं जब तक हम एक समीकरण या इस तरह की प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से मोल्स की संख्या संरक्षित नहीं हो रही है मोल्स की संख्या भिन्न हो सकती है जैसे यदि हम इस विशेष प्रतिक्रिया पर वापस जाते हैं तो अभिकारक पक्ष पर आपके कितने मोल्स हैं या आपके पास कितने अणु हैं कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन के लिए 1 नाइट्रोजन से 376 अणु होते है इसलिए प्रतिक्रियाशील पक्ष में हमारे पास 576 अणु या 576 मोल प्रतिक्रिया में भाग ले रहे हैं जबकि उत्पाद पक्ष पर हमारे पास क्या है नाइट्रोजन का 1 मोल 376 मोल नाइट्रोजन जो 476 है इसलिए यह संतुलित नहीं हो रहा है और हमें इन चीजों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इन विशेष चीजों के बारे में परेशान हैं क्योंकि प्रत्येक भाग लेने वाले तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या संतुलित होनी चाहिए लेकिन अणुओं की संख्या नहीं आइए हम इसके लिए एक अभ्यास को हल करने के लिए उपयोग करें लेकिन इससे पहले मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हमने जो रासायनिक प्रतिक्रिया यहां लिखी है इसकी गारंटी नहीं है कि आप केवल उत्पाद के तहत केवल कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए जा रहे हैं जैसे मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था कि हमारे कई अन्य प्रतिभागी भी हो सकते हैं जैसे अगर दहन पूरा नहीं होता है तो जिस ऑक्सीजन की आप आपूर्ति कर रहे हैं वह पूरी नहीं है तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड या अनबर्न कार्बन मौजूद हो सकता है इसके अलावा आपके पास हो सकता है की अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिशेष है तो आपके पास कुछ ऑक्सीजन भी मौजूद हो सकता है और दूसरी बात यह है कि एक और संभावना है जिसे हम पृथक्करण कहते हैं विघटन आपने इस शब्द को पहले सुना है इस पाठ्यक्रम में उल्टी रासायनिक प्रतिक्रिया को भी संदर्भित किया जाता है जो आमतौर पर बहुत अधिक तापमान पर होता है इस प्रतिक्रिया की तरह C O2 CO2 में जाता है अच्छी तरह से आगे की प्रतिक्रिया कम तापमान पर सबसे आम है एक बार जब आप बहुत अधिक तापमान पर जाते हैं तो उल्टी प्रतिक्रियाएं लागू होती हैं और तदनुसार हम C O2 पर CO2 को तोड़ सकते हैं या प्रतिक्रिया का अधिक सामान्य रूप CO O2 CO2 का उत्पादन कर रहे हैं अब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में उच्च तापमान पर जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए टूट जाता है और जब आगे की प्रतिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है तो उल्टी प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक होती है जिससे कुल थर्मल ऊर्जा उत्पादन का कुछ नुकसान होगा इसी तरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O का उत्पादन करता है मैं यहां एक संतुलित समीकरण नहीं लिख रहा हूं तो ये एक्ज़ोथिर्मिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं लेकिन उच्च तापमान पर एक बार जब हम 1000 K या 1200 K को पार कर लेते हैं तो उल्टी प्रतिक्रियाएं भी होने लगती हैं जिसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गठन के लिए अग्रणी पृथक्करण कहते हैं और इसलिए अगर हम बहुत उच्च तापमान के बारे में बात कर रहे हैं जो आंतरिक दहन इंजन के मामले में या किसी भी दहनशील के मामले में बहुत आम तौर पर होता है तो पृथक्करण प्रतिक्रिया भी हो सकती है और तदनुसार हमारे पास कई प्रकार के पदार्थ मौजूद हो सकते हैं साथ ही उत्पाद पक्ष अब यहाँ हमारे पास निपटने के लिए एक संख्यात्मक अभ्यास है समस्या में 1 kmol का ओक्टेन शामिल है इसे हवा में जलाया जाता है जिसमें 20 kmol ऑक्सीजन होता है किसी भी उल्टी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति को मानते हुए इसलिए हम मान रहे हैं कि कोई उल्टी प्रतिक्रिया नहीं है कोई पृथक्करण नहीं है इसलिए दहन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उनके घटकों को वापस नहीं तोड़ रहे हैं हमें इस दहन प्रक्रिया के लिए उत्पाद की दाढ़ रचना और वायु ईंधन अनुपात का निर्धारण करना होगा इसलिए इसे हल करने से पहले मुझे यह उल्लेख करना होगा कि आप वायु ईंधन अनुपात से क्या मतलब है वायु ईंधन अनुपात इस प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से है वायु ईंधन अनुपात जिसे हम आम तौर पर लिखते हैं AF या कभी कभी यह AF भी इंगित करता है कि आप अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं यह ईंधन के द्रव्यमान द्वारा या खुले सिस्टम के मामले में हवा के द्रव्यमान के अलावा और कुछ नहीं है हम ईंधन के द्रव्यमान प्रवाह दर के साथ वायु के द्रव्यमान प्रवाह दर के बारे में बात करते हैं अब इसका अनुमान कैसे लगाया जाए उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ था कि हम इस उदाहरण में वायु ईंधन अनुपात का अनुमान कैसे लगा सकते हैं इस उदाहरण में हमें पहले हवा के द्रव्यमान का अनुमान लगाना है हवा के एक तिल की आपूर्ति की गई है ऑक्सीजन के प्रत्येक मोल के लिए नाइट्रोजन का 376 मोल होता है अब उसके लिए द्रव्यमान कितना है 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान लगभग 32 किलोग्राम होता है क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का आणविक भार 32 किलोग्राममोल kilogrammole है सही मायने में यह पूरी तरह से 32 नहीं है लेकिन यहां आप पूरी संख्या लिख रहे हैं यदि हमें गणना की उच्च सटीकता चाहिए तो हमें अधिक सटीक डाटा की आवश्यकता होगी अधिकांश दहन विश्लेषण के लिए वास्तव में पूरी संख्या पर्याप्त है तो 1 को 32 से गुणा करने पर आपको 1 kmol ऑक्सीजन 32 किलोग्राम का द्रव्यमान मिलता है जो हमें मिल रहा है और इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे पास 376 मोल नाइट्रोजन है और 1 kmol नाईट्रोज़न का द्रव्यमान कितना है 28 किग्रा इसलिए एक बार जब हम इस ब्रैकेटेड मात्रा को गुणा करते हैं तो हम kmol में हवा का कुल द्रव्यमान प्राप्त कर रहे हैं जो कि 1 kmol CmHn के लिए प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है तो 1 kmol CmHn के लिए द्रव्यमान कितना होगा कार्बन की मात्रा m है और कार्बन में 12 से अधिक हाइड्रोजन की मात्रा है जो कि 1 का द्रव्यमान है और तदनुसार हम इसे सरल बना सकते हैं इसलिए a13237628 3237628a12 m n यह इस विशेष रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए वायु ईंधन अनुपात है इसी प्रकार यदि हम इस विशेष के लिए वायु ईंधन अनुपात की गणना करना चाहते हैं तो 1323762812 तो यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पहली रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए वायु ईंधन अनुपात है इसलिए हमें इस उदाहरण के लिए वायु ईंधन अनुपात की गणना करनी होगी पहले हमें प्रतिक्रिया को जानना होगा तो हमारे पास 1 kmol का ऑक्टेन है ऑक्टेन C8H18 है ऑक्टेन आपको यह विचार देता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सबस्क्रिप्ट 8 होगा जो इस सूत्र CmH2n2 में दिया गया है और साथ साथ 20 kmol ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है तो 20 kmol ऑक्सीजन और प्रत्येक kmol ऑक्सीजन के साथ 376 kmol नाइट्रोजन भी आ रहा होगा इसलिए हमारे पास अभिकारक पक्ष पर पूरा विवरण है तो उत्पाद पक्ष पर हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ से देख सकते हैं कि C8H18 2O O2 376 N2 🡪 x CO2 y H2O तो उत्पाद पक्ष पर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन H2O बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है और वहा कोई उल्टी प्रतिक्रिया नहीं है तो कोई कार्बन मोनोऑक्साइड या आदि मौजूद नहीं है बल्कि हमारे पास रासायनिक प्रतिक्रिया में मौजूद ऑक्सीजन की कुछ अतिरिक्त मात्रा हो सकती है तो आइए हम कहते हैं कि z ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान में लिखें और हमें बताएं कि प्रतिक्रियाशील पक्ष पर नाइट्रोजन की मात्रा भी मौजूद है C8H18 2O O2 376 N2 🡪 x CO2 y H2O z O2 a N2 तो पहले आपको इस उत्पाद घटकों के मूल्यों को खोजना होगा तो कार्बन के लिए यदि हम अभिकारक पक्ष पर संतुलन रखते हैं तो हमारे पास x उत्पाद पक्ष पर x है तो तदनुसार हम C 8 x 🡺 x 8 हाइड्रोजन पक्ष के लिए हमारे पास प्रतिक्रियाशील पक्ष पर 18 और उत्पाद पक्ष पर दो बार y है जो हमें देता है H 18 2y 🡺 y 182 9 इसलिए ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 20 गुणा 2 है जो कि उत्पाद पक्ष पर प्रतिक्रियात्मक पक्ष पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 40 है हमारे पास 2x है जो CO2 प्लस y से आ रहा है और H2O प्लस कुछ z से आ रहा है O 20 × 2 2x y 2z 🡺 z 40 - 2x - y2 40 - 2 × 8 - 92 40 - 252 75 इसलिए 75 kmols ऑक्सीजन उत्पाद पक्ष पर मौजूद होगा और अंत में नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन किसी भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं ले रही है इसलिए आपके पास N 20 × 376 × 2 2 a 🡺 a 20 × 376 752 इसलिए अब हमारे पास पूरी रासायनिक प्रतिक्रिया है तदनुसार हम रासायनिक प्रतिक्रिया को समान होने के लिए लिख सकते हैं C8H18 2O O2 376 N2 🡪 CO2 H2O 75 O2 752 N2 इसलिए हमारे पास वहां मौजूद पूरी रासायनिक प्रतिक्रिया है तो हम आसानी से उत्पाद की मोलार रचना की गणना कर सकते हैं हम मोलार रचना जानते हैं हम जानते हैं कि ऑक्टेन के प्रत्येक kmol के लिए उत्पाद पक्ष पर हमारे पास CO2 के 8 kmols हैं इसलिए यदि हमारी रुचि मोल अंश की गणना करने की है तो आप भी यहां ऐसा कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं nCO28 nH2O9 nO275 nN2752 तो उत्पादों की तरफ मौजूद मोल्स की कुल संख्या बराबर है n 8 9 75 752 और फिर आप आसानी से प्रत्येक घटक के लिए मोल अंश की गणना कर सकते हैं जैसे अगर हमारी रुचि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश की गणना करना है तो आप आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं nCO2n इसके लिए मोल अंश प्राप्त करना और यदि आप द्रव्यमान अंश की गणना करना चाहते हैं तो आप यह भी जानते हैं कि हमें उत्पाद पक्ष पर प्रत्येक घटक के कुल द्रव्यमान की गणना करनी होगी और संक्षेप में कहें कि हम कुल द्रव्यमान प्राप्त करने जा रहे हैं तब आप द्रव्यमान अंश प्राप्त कर सकते हैं हमने गैसों के मिश्रण के बारे में बात करते समय पहले के मॉड्यूल नंबर 10 में ऐसा किया है लेकिन अब हमें इस दहन प्रक्रिया के लिए वायु ईंधन अनुपात की गणना करनी होगी इसलिए इस विशेष मामले में वायु ईंधन अनुपात AFmairmfuel2013237628812181242 उपरोक्त समीकरण में अंश हवा की मात्रा है जिसे आप अंदर डाल रहे हैं और भाजक यह है कि हम आपूर्ति कर रहे हैं मुझे आपके लिए केवल 242 किलोग्राम वायुकिलोग्राम ईंधन की अंतिम संख्या मिली है यह वायु ईंधन अनुपात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यह प्रति किलोग्राम ईंधन प्रति किलोग्राम हवा की एक इकाई है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह आयामहीन है लेकिन वास्तव में हम अंश और हर पर समान द्रव्यमान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यही कारण है कि यूनिट के साथ साथ हवा का kg of airkg of fuel का उल्लेख करना बेहतर है अब इस विशेष रासायनिक प्रतिक्रिया में हम देख रहे हैं कि उत्पाद पक्ष पर अतिरिक्त ऑक्सीजन मौजूद है इसका मतलब है कि हम जो ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं वह अधिशेष है हम ऑक्सीजन की कम मात्रा की भी आपूर्ति कर सकते थे जैसे 20 के इस मामले में क्या हमने 20 75 की आपूर्ति की है जो कि 125 kmol ऑक्सीजन है तो आप जानते हैं कि उत्पाद पक्ष पर कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा और उत्पाद पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड H2O और नाइट्रोजन गुणक पक्ष में मिला होगा इसलिए जितनी ऑक्सीजन की हम आपूर्ति कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें इस तरह की आपूर्ति करनी है जैसे कि 125 संख्या इस मामले में आप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं और जो हमें वास्तविक दहन प्रक्रिया नामक चीज़ में ले जाता है सैद्धांतिक दहन प्रक्रिया उत्पाद पक्ष पर बिना जर्जर ईंधन और फिर से अधिशेष ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए संदर्भित करती है लेकिन व्यावहारिक रूप से वास्तविक दहन प्रक्रिया के दौरान यह हमेशा संभव है कि कुछ ईंधन असंतुलित हो सकता है अब अप्रभावित ईंधन या अधूरा दहन होने के मुख्य रूप से तीन कारण हैं पहला कारण अपर्याप्त वायु आपूर्ति हो सकता है पिछले मामले की तरह आपने देखा है कि अगर आपने 125 kmol ऑक्सीजन की आपूर्ति की है तो यह आपको पूरा दहन देना चाहिए कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से H2O में पूर्ण रूपांतरण और जिसे हम पूर्ण दहन द्वारा संदर्भित करते हैं यही कारण है कि सभी कार्बन परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं में परिवर्तित हो जाएंगे सभी हाइड्रोजन H2O अणुओं में परिवर्तित हो जाएंगे और उत्पाद पक्ष में कोई कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद नहीं होगा जिसे हम पूर्ण दहन कहते हैं कोयले की तरह अक्सर हम एक ऐसे कोयले का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पर्याप्त सल्फर मौजूद होता है तब सभी सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में बदलना पड़ता है फिर उत्पाद पक्ष पर हम केवल इस प्रतिक्रिया उत्पादों प्लस नाइट्रोजन और शायद ऑक्सीजन प्राप्त करने जा रहे हैं जिसे हम पूर्ण दहन कहते हैं यह ऑक्सीजन अधिशेष ऑक्सीजन है लेकिन यदि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो आपके पास कार्बन हो सकता है इसका एक हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और शेष हिस्सा क्योंकि यह पर्याप्त हवा नहीं मिल रहा है बस कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है और कुछ दुर्लभ मामलों में आपके पास कुछ असंतुलित कार्बन भी हो सकता है जिसे कालिख कहा जाता है जैसे जब आप एक मोमबत्ती जलाते हैं तो इससे निकलने वाला काला धुआं अगर आप इसमें हाथ डालते हैं तो आप पाएंगे कि ठीक कार्बन कण आपके हाथ पर जमा हो जाते हैं या यदि आप कोई कागज या कोई चीज डालते हैं जिसे हम कालिख कहते हैं वह कार्बन रहित है इसलिए यदि अपर्याप्त एआई आर हम आपूर्ति कर रहे हैं तो अधूरा दहन को जन्म देगा दूसरा है यदि आपने ऑक्सीजन की ठीक उसी मात्रा में आपूर्ति की है जो आवश्यक है पिछले उदाहरण की तरह यदि हमने ऑक्टेन के प्रत्येक kmol के लिए 125 kmol या बल्कि 125 kmol ऑक्सीजन की आपूर्ति की है तो आपको सैद्धांतिक रूप से एक परिपूर्ण दहन मिलना चाहिए लेकिन व्यावहारिक रूप से जो अपूर्ण या अपर्याप्त मिश्रण के कारण मामला नहीं हो सकता है या आप अनुचित मिश्रण ईंधन और ऑक्सीडाइज़र के अनुचित मिश्रण कह सकते हैं यह संभव है कि आपके दहन कक्ष के कुछ हिस्से में आपके पास बहुत अधिक मात्रा में हवा मौजूद है या किसी अन्य भाग में आपके पास केवल ईंधन या बहुत अधिक मात्रा में ईंधन है ताकि उस हिस्से में ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल सके दहन में भाग लेने के लिए इस स्थानीय असंतुलन से अधूरा दहन भी हो सकता है इसलिए ऐसे मामलों में आप एक दहन उत्पाद में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को प्राप्त करने जा रहे हैं उस हिस्से की तरह जहां आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है वहां अधिशेष ऑक्सीजन मौजूद रहेगा जबकि जिस हिस्से में आपके पास बहुत ज्यादा ईंधन मौजूद है वहां आप बिना कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड लिए जा रहे हैं और तीसरा कारण उन्होंने इस बारे में बात की है कि यह एक उल्टी प्रतिक्रिया या पृथक्करण है तो यह सब अधूरा दहन प्रक्रिया को जन्म देगा और अपूर्ण दहन प्रतिक्रिया उत्पादों में कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति का कारण है इसलिए हम जिस हवा की आपूर्ति करने जा रहे हैं वह न केवल पर्याप्त होनी चाहिए बल्कि अक्सर हमें हवा की अधिशेष मात्रा में आपूर्ति करनी होगी या हमें बेहतर मात्रा में मिश्रण सुनिश्चित करना होगा ताकि हम इससे बच सकें इसी तरह पृथक्करण के लिए आपको उत्पाद के तापमान को नियंत्रित करना होगा अन्यथा उल्टी प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी जिससे फिर से एक अधूरा दहन होगा क्योंकि उल्टी प्रतिक्रियाएं प्रकृति में एंडोथर्मिक होती हैं और उस संदर्भ में मेरे पास आपके साथ परिचय करने के लिए यह शब्द है जिसे स्टोइकोमेट्रिक एयर कहा जाता है स्टोइकोमेट्रिक हवा की आवश्यकता है सटीक मात्रा में हवा को पूर्ण दहन की आवश्यकता होती है स्टोइकोमेट्रिक हवा अक्सर हम इसे सैद्धांतिक हवा भी कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक हवा सटीक या काफी बार संदर्भित करता है हम इसे दिए गए मात्रा में ईंधन का पूरा दहन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम हवा कहते हैं उन प्रतिक्रियाओं की तरह जिनका हमने पहले उल्लेख किया था C O2 376 N2 🡪 CO2 376 N2 तो 1 kmol कार्बन का पूर्ण दहन करने के लिए केवल 1 kmol ऑक्सीजन पर्याप्त है और इसलिए इस विशेष मामले में स्टोइकोमेट्रिक हवा यह होने जा रहा है हवा का द्रव्यमान जो हमने यहां लिखा है 1 × 32 376 × 28 प्रति किलोग्राम कार्बन का यह वायु पर्याप्त है यह इसके लिए स्टोइकोमेट्रिक हवा है या उस प्रतिक्रिया की तरह जो हमने ओकटेन के साथ पहले लिखी थी मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए और ऑक्टेन के लिए स्टोइकोमेट्रिक वायु की गणना करने के लिए इसे फिर से लिखना चाहिए C8H18 a O2 376 N2 🡪 CO2 H2O N2 जहाँ a हवा की अज्ञात मात्रा है अब अगर यह एक पूर्ण दहन प्रक्रिया है या तो पूरी दहन प्रक्रिया है और हम हवा की न्यूनतम मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वहां कोई अतिरिक्त हवा मौजूद नहीं है और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कोई उत्पाद भी नहीं है क्योंकि यह पूर्ण दहन है तो अभिकारक पक्ष पर 8 कार्बन परमाणु होते हैं इसलिए उत्पाद पक्ष पर 8 होना चाहिए अभिकारक पक्ष पर 18 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं इसलिए वहाँ 2 द्वारा 18 होना चाहिए कि 9 H2O अणु हैं इसलिए नाइट्रोजन को हमेशा इसे 376 से गुणा करने के लिए लिख सकते हैं यह नाइट्रोजन की मात्रा है जिसकी आपको आवश्यकता है C8H18 a O2 376 N2 🡪8 CO2 9 H2O 376 a N2 फिर इस मामले में a क्या है बस ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करें मतलब आपके पास है O 2a 8 × 2 9 16 9 25 जो आपको a को नीचे के बराबर देता है a 252 125 यह 125 kmol ऑक्सीजन की आवश्यकता है ताकि आप एक पूर्ण दहन सुनिश्चित कर सकें और यह एक न्यूनतम राशि है क्योंकि अगर आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति की मात्रा 125 से कम है तो 124 कहें तो सभी कार्बन या हाइड्रोजन का दहन नहीं होगा हालांकि कार्बन या H2 या शायद कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में कुछ अप्रभावित रहेगा और 125 kmol ऑक्सीजन एक न्यूनतम मात्रा है जो आपको चाहिए तो इस मामले में आपका स्टोइकोमेट्रिक हवा कितनी है स्टोइकोमेट्रिक हवा होगी 125 1 x 32 376 x 28 आपको जितनी भी हवा मिल रही है उसके लिए हवा की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होगी यह न्यूनतम मात्रा में हवा है जो C8H18 के 1 kmol के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक है तो हवा की यह स्टोइकोमेट्रिक या सैद्धांतिक मात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा है जिसे हमें हमेशा परेशान करने की आवश्यकता होती है हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम इस मात्रा में हवा की आपूर्ति की जाए लेकिन अक्सर हम हवा की अधिक मात्रा या कुछ मामलों में हवा की कम मात्रा की आपूर्ति कर सकते हैं इसलिए यदि आप अधिक मात्रा में हवा की आपूर्ति कर रहे हैं तो हम उस अतिरिक्त हवा को कहते हैं अतिरिक्त हवा से तात्पर्य उस हवा की मात्रा से है जिसकी आप आपूर्ति कर रहे हैं हम इसे अतिरिक्त हवा का प्रतिशत कहते हैं access airmairactual mairstoimairstoi100 इसका मतलब यह है कि एक निश्चित मामले में मान लीजिए कि आपको यह जानकारी दी गई है कि दहनकर्ता को 40 अतिरिक्त हवा की आपूर्ति की गई है 40 अतिरिक्त हवा का मतलब है वास्तविक वायु का द्रव्यमान जो उस वायु की मात्रा है जिसे आप प्रदान किया गया है जो कि स्टोइकोमेट्रिक वायु का 140 है मतलब की 140 या 14 गुना स्टोइकोमेट्रिक वायु की आपूर्ति कि गए है यह अतिरिक्त हवा का प्रतिशत है इसी तरह यहाँ प्रतिशत की कमी तब होती है जब हम बात करते हैं कि आपूर्ति की गई मात्रा अपर्याप्त है यहाँ एक बार फिर हम एक प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं जो हम यहाँ लिखते हैं जो कि इस प्रकार है dificiency airmairactual mairstoimairstoi100 तो एक निश्चित मामले में अगर यह कहा जाए कि हवा की 20 कमी है जिसका अर्थ है कि दहन को वास्तव में 08 बार या 80 स्टोइकोमेट्रिक वायु के साथ आपूर्ति की गई है तो बस रासायनिक संरचना से आप आसानी से स्टोइकोमीट्रिक हवा की इसी परिमाण की गणना कर सकते हैं और व्यावहारिक दहन के मामलों में आमतौर पर हम आपूर्ति करते हैं हम आम तौर पर हवा की स्टोइकोमेट्रिक मात्रा की आपूर्ति नहीं करते हैं हम हमेशा या तो अधिक या कम आपूर्ति करते हैं और तदनुसार हमारे पास एक समृद्ध मिश्रण या दुबला मिश्रण हो सकता है और इस बात का ख्याल रखने के लिए कि हम इस मात्रा को परिभाषित करते हैं जिसे समतुल्यता अनुपात के रूप में जाना जाता है जो उस अतिरिक्त वायु या वायु की कमी का प्रतिनिधित्व करने के अलावा और कुछ नहीं है तो तुल्यता अनुपात को परिभाषित किया जाता है क्योंकि आमतौर पर हम एक प्रतीक ϕ का उपयोग करते हैं ϕ को वास्तविक ईंधन वायु अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है mfuelmairactualmfuelmairstoi उदाहरण के रूप में जो हमने वहां देखा है इसलिए C8H18 के प्रत्येक kmol के लिए 125 kmol ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो इस तरह हम लिख सकते हैं या हम वायु ईंधन अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं इसलिए यदि हम वायु ईंधन अनुपात के संदर्भ में लिखना चाहते हैं तो यह बन जाएगा stoiactual इसलिए पिछले प्रश्न की तरह हमने देखा है कि स्टोइकोमीट्रिक को बनाने के लिए 125 kmol ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है फिर हम वहां से आसानी से स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात की गणना कर सकते हैं आइए हम बहुत जल्दी व्यायाम करते हैं यदि आपके हाइड्रोकार्बन की संरचना इस प्रकार दी गई है CmHn a O2 376 N2 🡪 m CO2 n2 H2O N2 तब आप जानते हैं कि Cm आपको हमेशा m CO2 देने वाला है और यह Hn आपको हमेशा n2 H2O देने वाला है और आपके पास जो भी नाइट्रोजन बचा है उसकी मात्रा हो सकती है इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता की मात्रा जो होने जा रही है 2 a 2m n2 a m n4 तो निरूपण CmHn के दिए गए हाइड्रोकार्बन के लिए आपको पूर्ण दहन के लिए हमेशा m n 4 ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है यह आवश्यक ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा है फिर आपका स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो हमेशा रहने वाला है stoimn4323762812mn इसलिए एक बार जब आप m और n के मूल्य को जानते हैं तो आप स्टोइकोमेट्रिक हवा ईंधन अनुपात या ईंधन हवा अनुपात जानते हैं कि आप किस तरह का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं जैसे ईंधन वायु अनुपात इसके विपरीत होगा ईंधन हवा स्टोइकोमेट्रिक या जिस तरह से हम कहते हैं कि हमने पहले लिखा था stoistoi1stoi तो हवा ईंधन या ईंधन हवा अनुपात का स्टोइकोमेट्रिक मूल्य हमेशा आपके लिए ज्ञात होता है फिर सिर्फ m और n के मूल्य की आवश्यकता होती है तो आप आसानी से हवा की सैद्धांतिक मात्रा की गणना कर सकते हैं और वहां से आप आसानी से स्टोइकोमेट्रिक हवा ईंधन अनुपात की गणना कर सकते हैं और फिर समतुल्यता अनुपात आपको यह विचार देने जा रहा है कि क्या आपको अधिक मात्रा में वायु की आपूर्ति की गई है या वायु की कमी वाली मात्रा अगर मान लें 1 यहाँ ϕ 1 का क्या अर्थ है इसका मतलब है कि आपका वास्तविक वायु ईंधन अनुपात स्टोइकियोमेट्रिक हवा ईंधन अनुपात के बराबर है तो आपको केवल स्टोइकोमेट्रिक हवा के साथ आपूर्ति की गई है अब जब 1 से कम है तो ϕ 1 से कम का मतलब है कि आपका स्टोइकोमेट्रिक हवा ईंधन अनुपात वास्तविक वायु ईंधन अनुपात से कम है इसलिए केवल परिभाषा के बारे में सोचें कि मैं इसे स्पष्ट रूप में लिखूं मतलब आपके पास है mfuelmairactualmfuelmairactual अब मान लें कि ईंधन की मात्रा या द्रव्यमान का द्रव्यमान उस स्थिति में स्थिर रहता है mfuel जिसे आप रद्द कर सकते हैं और समान मात्रा में हवा के लिए आपकी समतुल्यता का अनुपात तब वास्तविक मामले में वायु के द्रव्यमान द्वारा स्टोइकोमेट्रिक मामले में वास्तविक वायु का द्रव्यमान बन जाता है तो फिर ϕ का मूल्य 1 से कम है फिर वास्तविक मात्रा में हवा की आपूर्ति की गई है जो वास्तव में यहाँ स्टोइकोमेट्रिक से अधिक है इसलिए आपको अतिरिक्त हवा के साथ आपूर्ति की गई है तो जब तुल्यता अनुपात 1 से कम है तो आपको अतिरिक्त हवा के साथ आपूर्ति की गई है जबकि दूसरा मामला जब ϕ 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि आपका स्टोइकोमेट्रिक वायु वास्तविक हवा से अधिक है और इसलिए आपके पास कमी है पारंपरिक रूप से दहन भावना से जब आपको अतिरिक्त हवा की आपूर्ति की जाती है तो हम इसे एक दुबला मिश्रण कहते हैं जबकि जब यह यहाँ की कमी है कि ईंधन की मात्रा अधिक है तो हम इसे एक समृद्ध मिश्रण कहते हैं जबकि यह सैद्धांतिक मिश्रण है तो यह तुल्यता अनुपात हमें उस हवा की मात्रा के बारे में एक विचार देता है जो आपको आपूर्ति की गई है इसका मतलब है कि एक बार जब आप ईंधन की रासायनिक संरचना को जानते हैं जो कि CmHn है और आपको समतुल्य अनुपात का मूल्य पता है तो कमोबेश आपको ईंधन और हवा की मात्रा के बारे में पूरी जानकारी है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं आप आसानी से फार्म कर सकते हैं और साथ ही रासायनिक प्रतिक्रिया को भी मैं इसे बहुत जल्दी विशेष संख्यात्मक उदाहरण के साथ प्रदर्शित करूंगा तो एक निश्चित मात्रा में प्राकृतिक गैस दी गई है जो इसके द्वारा दिया गया एक बड़ा विश्लेषण है ओरसैट उपकरण एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग से आप इस मात्रात्मक विश्लेषण को प्राप्त कर सकते हैं तो यह CH4 हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी है यह गैस अब हवा की एक स्टोइकोमेट्रिक मात्रा के साथ बंधी हुई है जो दी गई स्थिति में दहन कक्ष में प्रवेश करती है हमें 1 वायुमंडलीय दबाव पर पूर्ण दहन का अनुमान लगाना होगा और उत्पाद के संबंधित ओस बिंदु तापमान का निर्धारण करना होगा तो पहले हमें रासायनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने की आवश्यकता है यहाँ वॉल्यूमेट्रिक रचनाएँ दी गई हैं तो हम वहाँ से मोलर संयोजन आसानी से बना सकते हैं हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक रचनाएं दी गई हैं मोलर रचना स्वयं दी गई है इसलिए ईंधन के प्रत्येक kmol के लिए हमारे पास जो ईंधन है वह वास्तव में इसमें शामिल होगा 072 CH4 009 H2 014 N2 002 O2 CO2 अब कितना बचा है आप आसानी से उन सभी को जोड़ सकते हैं जो कुल 100 होना चाहिए तो 72 9 81 14 है जो 95 2 97 होता है इसलिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 बचे 003 हैं अत 072 CH4 009 H2 014 N2 002 O2 003 CO2 तो यह ईंधन के 1 kmol के लिए है ईंधन के प्रत्येक kmol के लिए मान लें कि ऑक्सीजन की एक kmol आपूर्ति की गई है तो हमारे पास O2 376 N2 है यह आपका प्रतिक्रियात्मक पक्ष है फिर उत्पाद पक्ष पर आप कहते हैं कि x CO2 यह हम एक पूर्ण दहन मान रहे हैं तो और भी स्टोइकोमेट्रिक हवा की मात्रा कोई अतिरिक्त हवा की आपूर्ति की गई है इसलिए उत्पाद पर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद नहीं होगा यदि यह पूर्ण दहन है तो कोई ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं है क्योंकि यह हवा की स्टोइकोमेट्रिक मात्रा है इसलिए हम CO2 और H2O वहां मौजूद हैं और निश्चित रूप से नाइट्रोजन की कुछ मात्रा यह केवल एक चीज है जो आपके पास उत्पाद की तरफ हो सकती है 072 CH4 009 H2 014 N2 002 O2 003 CO2 🡪 x CO2 y H2O z N2 तो अब आप आसानी से उन्हें संतुलित कर सकते हैं आइए हम प्रतिक्रियाशील पक्ष पर कार्बन को संतुलित करते हुए कार्बन को संतुलित करें आपके पास CH4 से आने वाला 072 है और आपके पास CO2 है तो 003 वहाँ से आने वाला जो x के बराबर है और देता है C 072 003 x 🡺 x 075 हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं H 4 × 072 2 × 009 2 y 🡺 y 153 तो आपने 4 को CH4 से गुणा किया है जो CH4 प्लस 2 और गुणा 009 किया है और यह उस उत्पाद पक्ष के बराबर है जो हमारे पास दो बार y है जिससे आपको y का मान 153 के बराबर हो जाएगा फिर मुझे ऑक्सीजन का संतुलन लिखना चाहिए O 2 × 002 2 × 003 2 a 2 x y 🡺 a 1465 तो हमने 2 को 002 से गुणा किया है जबकि अभिकारक पक्ष भी CO2 है तो CO2से 003 प्लस दो बार आ रहा है जो हवा से आ रहा है जो उत्पाद पक्ष पर उत्पाद y प्लस y पर CO2 से आने वाले x के बराबर है इसलिए यदि आप उन्हें संतुलित करते हैं तो आपको उपरोक्त अभिव्यक्ति में विस्तृत रूप में 1465 के बराबर होने वाला है अंत में नाइट्रोजन वास्तव में N लिखने के बजाय हम N2 के इस संतुलन को लिख सकते हैं क्योंकि यह प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है यह ईंधन की ओर से आने वाला 014 है और साथ ही 376 से गुणा करके आता है जो कि z के मान के बराबर है यह 5648 के बराबर है और निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है N2 014 a × 376 z 🡺 z 5648 इसी तरह हम ऑक्सीजन लिखने के बजाय O2 के लिए भी जा सकते थे तो हमें पूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया मिली है इसका मतलब है कि यहां 1465 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है स्पष्ट तरीके से लिखता हूं और यहाँ कार्बन 075 y153 है और यह z54648 है मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए इन संख्या की पुनर्गणना करें तो आपको उत्पाद की रासायनिक संरचना मिल गई है अब उत्पाद की रासायनिक संरचना में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड H2O और नाइट्रोजन है अब यहां यह पूरी प्रतिक्रिया या बल्कि यह पूरी रासायनिक प्रतिक्रिया जो हमने वहां की है हमने हवा को सूखा मान लिया है लेकिन वास्तव में जिस हवा की आपूर्ति की गई है वह हवा 80 सापेक्ष आर्द्रता में होती है यहीं पर H2O की कुछ मात्रा भी डाली जाती है अब H2O की मात्रा कितनी है यह 80 सापेक्ष आर्द्रता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप उस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकते हैं हवा का आंशिक दबाव जल वाष्प का आंशिक दबाव कुल हवा की P के बराबर होगा जो 08 है सापेक्ष आर्द्रता 08 है और हमें इस हवा के संतृप्ति दबाव को जानने की जरूरत है संतृप्ति दबाव इसी है 20 0C अब मैंने 20 0C के समतुल्य मूल्य को नोट किया है इस जल वाष्प के लिए संतृप्ति दबाव 23392 kPa है तो आपूर्ति की गई हवा में मौजूद नमी का आंशिक दबाव 1871 kPa के बराबर है Pvap ϕPsat 08 23392 187 kPa और फिर इस जल वाष्प को एक आदर्श गैस के रूप में मानते हुए फिर हम आसानी से हवा पर इसके मोल अंश की गणना कर सकते हैं आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह NvapNtotPvapPtot यह P कुल यह 1 वायुमंडलीय दबाव है जहां से हम वाष्प के अणुओं की संख्या प्राप्त करते हैं यदि यह इसके बराबर हो Nvap 0131 यही कारण है कि इस रासायनिक प्रतिक्रिया में हमें H2O में 1465 को 0131 मात्रा में जोड़ना होगा और यह सीधे उत्पाद पक्ष में भी आ जाएगा क्योंकि यह कभी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है जो कि जैसा है वैसा ही निकलता है इसलिए उत्पाद पक्ष पर तब H2O के kmols की संख्या पर तो हम पहले से ही रासायनिक प्रतिक्रिया से 153 आ रहे थे 1465 गुना 0131 का यह नया योगदान आपको अतिरिक्त योगदान दे रहा है और यह अब 1661 है यह उत्पाद में मौजूद H2O के मोल्स की कुल संख्या है यह 80 सापेक्ष आर्द्रता की भूमिका है तो अब यह बहुत आसानी से आप ओस बिंदु तापमान की गणना कर सकते हैं आप यह कैसे कर सकते हैं अब आप आसानी से मोल अंश आंशिक दबाव उत्पाद पक्ष पर मौजूद वाष्प की गणना कर सकते हैं जिसे आप H2O के मोल्स की संख्या के अनुपात के रूप में आसानी से गणना कर सकते हैं वर्गाकार कोष्ठक में शब्द मोल अंश है और संपूर्ण वस्तु को कुल दबाव से गुणा करना है जो कि एक वायुमंडल है तो 1 वायुमंडल को 101325 kPa के रूप में लिखा जा सकता है जिससे मुझे उत्पाद में मौजूद इस नमी का आंशिक दबाव 2088 kPa के बराबर हो सकता है Pvproduct166075166156481013252088 kPa और अंत में आपके ओस बिंदु तापमान उत्पाद पक्ष पर इस आंशिक दबाव के अनुरूप संतृप्ति तापमान होने वाला है जिसे आप चार्ट की जांच कर सकते हैं कि यह 609 0C की सीमा में कुछ होने जा रहा है तो यह आपको अंतिम परिणाम देता है रासायनिक प्रतिक्रिया बनाते समय देखें कि आपने नमी की उपेक्षा की है या हवा में मौजूद है क्योंकि यह कभी भी एक ही रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है नाइट्रोजन के समान ही यह अभिकारक और उत्पाद पक्ष दोनों में मौजूद है इसलिए हमने इसे बाद में इस चीज की अवधारणा का उपयोग करके जोड़ा है जिस पर आपने पिछले सप्ताह में चर्चा की है आरएच की अवधारणा से जैसे आप एक आदर्श गैस होने का अनुमान लगाकर मिश्रण में मौजूद पानी की कितनी मात्रा की गणना कर सकते हैं हमने गणना की है कि हमने H2O में जोड़ा है कि H2O जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न हुआ है इसलिए H2O के उत्पाद पर हमारे यहां यह 153 kmol का एक हिस्सा रासायनिक प्रतिक्रिया से आ रहा है जहां H2 का H2O में परिवर्तित हो जाता है और यह अतिरिक्त भाग नमी से आ रहा है जो पहले से ही प्रदत्त हवा पर मौजूद है जो आपको कुल योगदान 1661 देता है और फिर उत्पाद में इस जल वाष्प के मोल अंश की गणना करना और संबंधित ओस बिंदु तापमान प्राप्त करना बहुत आसान है तो यह हमें दिन के अंत तक ले जाता है यहां हमने दहन प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है जो ईंधन और ऑक्सीडाइज़र के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया के स्वरुप में होती है जिसे आप सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया के स्वरुपमे जानते हैं जो हमे ऊष्मागतिकी के साथ मिल सकती हैं हमने सैद्धांतिक और वास्तविक दहन प्रक्रिया और हवा की सैद्धांतिक मात्रा के बारे में बात की है हमने हवा की अधिकता और कमी को देखा है जो मौजूद हो सकती है और जो हमें स्टोइकोमेट्रिक एयर स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल मिश्रण की अवधारणा और समतुल्यता अनुपात की अवधारणा भी देती है और इस सबके बारेमे हमने चर्चा की है तो यह आज की चर्चा का अंत है और मैं अगले व्याख्यान में गठन और प्रतिक्रिया की इनथैलपी के बारे में बात करूंगा और साथ ही अधिकतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से हम रासायनिक प्रतिक्रिया प्रक्रिया के दौरान प्राप्त कर सकते हैं उसके बारेमे बात करूँगा तब तक आप कृपया इस व्याख्यान का अभ्यास करें और पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश करें और यदि आपके पास कोई सवाल है तो मुझे वापस लिखें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद